कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है आज हम एक महत्वपूर्ण एप्लिकेशन लेयर प्रोडक्ट्स पर चर्चा करेंगे जो डीएनएस हैं राइट यह डीएनएस आईपी कन्वर्जन में नाम को रिजॉल्व करने में हमारी मदद करता है हम अब इसे देखते हैं अब हम क्वीकली रीकलेक्ट करते हैं हमने इस एप्लिकेशन लेयर को देखा है विभिन्न प्रोटोकॉल हैं राइट जैसे फाइल ट्रांसफर ईमेल रिमोट लॉगिन नेटवर्क मैनेजमेंट से संबंधित और नेम रेजोल्यूशन के लिए एक नेम मैनेजमेंट या नेम रेजोल्यूशन है जो डीएनएस है डोमेन नेम सिस्टम एफ़टीपी हाइपरटेक्स्ट प्रोटोकॉल और इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है आज हम डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस पर चर्चा करेंगे तो डीएनएस क्या है यह इंटरनेट एड्रेसिंग मेल और अन्य इंफॉर्मेशन के लिए एक ग्लोबल डेटाबेस का एक प्रकार है तो हमें अचानक इसकी आवश्यकता क्यों है जब भी आप एक पैकेट या एक डेटा पैकेट को एक से दूसरे में कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो हमें मुख्य रूप से डेस्टिनेशन के आईपी एड्रेस की आवश्यकता है विशेष रूप से जब हम इंटरनेटवर्क करते हैं तो आईपी एड्रेस वह डेस्टिनेशन होता है जिसकी हमें आवश्यकता होती है अब आईपी एड्रेस को याद रखना एक कठिन काम है अगर आप iitkgp "www iitkgp ac dot in" ओपन करना चाहते हैं और इसके बजाय अगर आप आईपी एड्रेस 203 डॉट 16 डॉट देते है इसे याद रखना बहुत कठिन है इसलिए दूसरे अर्थ में हमें नेमइंग कन्वेंशन की जरूरत है इसका मतलब है कि ऐसे कुछ नाम जो बदले में आईपी के लिए रिजॉल्व हो सकते हैं अब यदि आप उन राउटरों को देखते हैं जो नेटवर्क लेयर या आईपी तक खुल सकते हैं तो हम इन नामों को नहीं समझेंगे नामों को केवल एप्लिकेशन लेवल पर ही समझा जा सकता है राइट राउटर को केवल आईपी के रूप में डेटा दिया जाना चाहिए मुझे किसी ऐसी चीज की आवश्यकता है जो इस नाम को आईपी में बदल सके यह वास्तव में डीएनएस का प्राइमरी जॉब है डीएनएस कुछ और चीजें करता है लेकिन मुख्य रूप से यह आईपी को रिजॉल्व करने का काम करता है इसमें डोमेन और सब डोमेन का कांसेप्ट भी है अब हम IIT खड़गपुर के डीएनएस की बात करते हैं तो यह डोमेन के रूप में iitkgp की देखभाल करेगा सब डोमेन हो सकता है जैसे कि iitkgp डॉट एसी डॉट इन cac डॉट iitkgp एसी डॉट इन एक डोमेन हो सकते हैं और कई सब डोमेन हैं यहां डीएनएस सर्वर का कांसेप्ट है जो डोमेन नाम को आईपी एड्रेस पर ट्रांसलेट करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड डोमेन का मैनेजमेंट है दूसरा यह है कि मुझे एक डोमेन नेम सर्वर की आवश्यकता है जिसे हम ट्रांसपोर्ट करेंगे जिसे हम इस डोमेन नेम को आईपी एड्रेस पर ट्रांसलेट करेंगे ये दोनों चीजों की प्रमुख गतिविधियों में से एक हैं हमने देखा है कि कुछ टॉप लेवल के डोमेन हैं या आप जो कहते हैं TLDs जैसे com org net इत्यादि आमतौर पर ये टॉप लेवल के डोमेन तीन कैरेक्टर लेंथ के होते हैं और कुछ कंट्री डोमेन होते हैं एक कंट्री डोमेन होता है जिसकी लेंथ दो कैरेक्टर की होती है जैसे कि भारत के लिए 'in'यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए us और कनाडा के लिए ca इत्यादि तो ये वही हैं जिन्हें हम टॉप लेवल का डोमेन या टीएलडी कहते हैं अगर हम डोमेन नेम स्पेस को देखना पसंद करते हैं राइट तो डोमेन नेम स्पेस कुछ ऐसा है इसलिए हमारे पास कुछ टॉप लेवल के डोमेन हैं जैसे कि arpa com edu org और इसी तरह आगे मेरे पास सबडोमेन हैं जैसे भारत अंतर्गत ac हैं ac के तहत iitkgp iitkgpके तहत cac तो कुल मिलाकर डोमेन नेम स्पेस है राइट तो हमें उन डोमेन नेम स्पेस को परिभाषित करने की आवश्यकता है इसलिए TLD के ऊपर हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं या रूट डोमेन है तो हमें क्या कहना है अगर यह एक चुनौतीपूर्ण उदाहरण है या atc fhda dot edu तो यह एक ओवरऑल डोमेन नेम है तो अगर हम इस हायरारकी पर चलते हैं तो अगला लेवल यह है अगला लेवल fhda dot edu है और edu टॉप लेवल का डोमेन है जो यह डॉट रूट डोमेन को इंगित करता है तो ये टॉप लेवल के डोमेन हैं जो वहां हैं तो यह विशिष्ट उदाहरण संदर्भ समय 0534 उन पुस्तकों से हो सकता है जिन्हें आप रिफर कर सकते हैं लेकिन फिर भी यह चीजों की हायरारकी है तो देखिए नेम मैनेजमेंट इस तरह से किया गया है अब हर लेवल पर एक IP एड्रेस है इसलिए यदि मुझे इस डोमेन को रिजॉल्व करना है तो मुझे रिजॉल्व करने की आवश्यकता है तो कोई ऐसा होना चाहिए जो समाधान करेगा जैसा कि हम इस क्लाइंट सर्वर चीज़ के बारे में जानते हैं तो कहते हैं कि मैं अपने ब्राउज़र में www dot iitkgp ac dot in देता हूं तो ब्राउज़र एक क्लाइंट या एक http क्लाइंट है जिसे एक रिज़ॉल्यूशन के लिए मेरे DNS की आवश्यकता होती है राइट तो मुझे IP चीजों की तरह दे तो DNS रिजॉल्व करता है और मुझे वापस IP एड्रेस भेजता है आप इस IP एड्रेस को लेते हुए कम्युनिकेशन कम करते हैं इंटरमीडिएट राउटर और अन्य डिवाइस IP एड्रेस को समझते हैं राइट अंत में इसे डेस्टिनेशन IP एड्रेस पर डिलीवरड किया जाएगा अब अगर हम इन डोमेन को देखें तो यह एक डोमेन है यह एक डोमेन है यह एक डोमेन है और इसमें अंतर हैं तो यह डॉट कॉम चीज़ की ज़िम्मेदारी है और अगर हमारे पास कोई अन्य इंटरमीडिएट चीज़ है तो इसे देखने के लिए अन्य डोमेन पर जाना होगा और आगे और पीछे राइट इसलिए प्रत्येक डोमेन सर्वर या DNS सर्वर के पास उस के तहत कुछ रिकॉर्ड होता है जिसे हम देखेंगे कि हम कहते हैं कि उसके पास रिसोर्स रिकॉर्ड है तो इसके पास क्या रिसोर्स हैं राइट तो हमारे पास या हमारे पास डोमेन के कंट्रोल अथॉरिटी के कुछ प्रकार हैं इसका एक सबडोमेन हो सकता है यह उन चीजों को दर्शाता है और आगे और आगे बढ़ता है राइट इसी तरह यहाँ edu मामले में भी हम इसे देखते हैं तो जैसे अगर मेरे पास cse dot iitkgp एसी डॉट इन है तो ac iitkgp cse में इस तरह का एक टॉप लेवल का डोमेन कंट्री डोमेन है और इसके ऊपर रूट डोमेन डॉट है जो डॉट है तो डोमेन नेम एक हायरारकिकल ट्री लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं इसलिए देखें कि मेरे पास कुछ लेवल पर कई cse हो सकते हैं वे भी cse हैं iitb में एक cse भी है लेकिन ओवरऑल चीज़ को परेशान नहीं करेगी राइट तो व्यक्तिगत रूप से iitkgp केवल तभी यदि आप cse को देखते हैं ताकि क्लैश हो सके राइट हर iit या हर iit में cse डिपार्टमेंट है और क्लैश होगा लेकिन यह पार्शियल रूप से क्वालिफाइड या पार्शियल रूप से डिफाइंड है लेकिन अगर मैं पूरी तरह से क्वालिफाइड हूं तो cse डॉट iitkgp एसी डॉट इन इसे कभी भी डुप्लिकेट नहीं किया जाएगा इसलिए इसका मतलब है मैं विशिष्ट रूप से उस चीज को डिफाइंड कर सकता हूं और चीजों के IP एड्रेस को यूनिकली डिफाइंड कर सकता हूं अब यही कारण है कि हमारे पास एक पूरी तरह से क्वालिफाइड डोमेन नेम है कि अगर एक डोमेन नेम डॉट के साथ समाप्त होता है तो इसे पूरा माना जाता है इसे पूरी तरह से क्वालिफाइड डोमेन नेम या FQDN या डोमेन नेम कहा जाता है राइट जैसे कि यह iitkgp cse डॉट iitkgp एसी डॉट एसी डॉट इन होना चाहिए इसका मतलब है पूरी तरह से क्वालिफाइड है यदि मैं केवल cse डॉट iitkgp देखता हूं तो यह पार्शियल रूप से क्वालिफाइड है इसका मतलब है कि आपको इसे पूरी तरह से क्वालिफाइड बनाने के लिए कुछ की आवश्यकता है यदि एक डोमेन नेम डॉट में समाप्त नहीं होता है तो यह अधूरा है और DNS रिज़ॉल्वर इस डोमेन में एक प्रत्यय जोड़कर इन्हें पूरा कर सकता है लागू करने के लिए नियम डिपेंडेंट और लोकली कंफीग्रेबल हैं तो आप कैसे होंगे तो DNS सर्वर अन्य चीजों पर जाने से पहले इसे पूरी तरह से क्वालिफाइड बना सकता है इसलिए हमारे पास कुछ सामान्य TLD हैं क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि टॉप लेवल के डोमेन टॉप लेवल के डोमेन को कभी कभी सामान्य TLD या gTLD कहा जाता है और लंबाई में तीन कैरेक्टर या अधिक हो सकते हैं तो एक टॉप लेवल का डोमेन होता है आमतौर पर तीन कैरेक्टर या फिर एयरो वगैरह होते हैं जो चार कैरेक्टर होते हैं इन नामों को रजिस्टर्ड किया जाता है और जिसे हम अथॉरिटेटिव एजेंसी कहते हैं या बनाए रखते हैं जिसे हम ICANN कहते हैं तो ये टॉप लेवल के डोमेन हैं जिनमें तीन प्लस तीन या अधिक कैरेक्टर हैं जो आईसीएएनएन द्वारा डिफाइंड हैं अब ये टॉप लेवल डोमेन के कुछ उदाहरण हैं एयरो बिज़ वगैरह जो कि मिनिमम तीन कैरेक्टर हैं यहां तक कि एक टॉप लेवल का डोमेन भी है जिसे म्यूजियम कहा जाता है जो इससे कहीं अधिक है कंट्री डोमेन एक कांसेप्ट है ISO 3166 इंटरनेशनल दो कैरेक्टर कंट्री कोड में से प्रत्येक के लिए नामित टॉप लेवल डोमेन है तो कि हर किसी के पास यूनाइटेड अरब के लिए 'ae भारत के लिए in ऑस्ट्रेलिया के लिए 'au' जैसी चीजें हैं और इसलिए ये कंट्री डोमेन या ज्योग्राफिक डोमेन हैं तो यह कंट्री स्पेसिफिक है कई देशों के पास अपना दूसरा लेवल डोमेन है जो सामान्य डोमेन नेम के पैरेलल इस टॉप लेवल डोमेन को ठीक वैसे ही कहते हैं जैसे हम एसी डॉट जैसे कहते हैं राइट तो एक डॉट हो सकता है या जिसे हम को डॉट कहते हैं तो कुछ अन्य डोमेन हो सकते हैं जहां को डॉट है कहते हैं कि कुछ edu या कुछ हो सकता है राइट तो जो हमारे पास एक iitlkgp डॉट एसी डॉट इन है वह डोमेन में नीचे है अब डोमेन स्पेस का यह डिस्ट्रीब्यूशन है राइट इसलिए अगर हम देखते हैं इसलिए यदि रूट सर्वर मुख्य रूप से टॉप लेवल के डोमेन को समझता है अब यदि कोई रिवॉल्यूशन है तो यह अगले लेवल के डोमेन पर जाएगा यदि कुछ डॉट कॉम या कुछ डॉट ईडीयू से आने वाली रिक्वेस्ट है तो उसे अगले लेवल के सर्वर पर भेज देंगे जो अगले लेवल की चीजों को रिजॉल्व करता है इसलिए प्रत्येक डोमेन सर्वर का अपना विशेष अथॉरिटेटिव जॉन होता है जहां यह उस जॉन के संबंध में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड को रखता है राइट तो जबकि रिवॉल्यूशन यह करने में मदद करता है अब यह हायरारकीकल स्ट्रक्चर प्रकार की चीजों को एक्सपेंड या ऐड डिलीट अपडेट करने की अनुमति देती है तो अगर वहाँ कहीं bk डॉट edu में एक अपडेट कहते हैं ताकि सर्वर या edu डॉट सर्वर समझता है इसलिए रूट सर्वर इसे उस पर भेजता है राइट तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि कल की तरह iitkgp एक नया डोमेन कैसे ओपन करता है यह मूल रूप से इसे iitkgp एसी डॉट के अपने रिसोर्स रिकॉर्ड में डोमेन नेम सर्वर में डाल देता है जो बदले में उस विशेष सबडोमेन के लिए रिक्वेस्ट आने पर रिजॉल्व हो जाता है तो इसका मतलब है हमारे पास ज़ोन और डोमेन हैं तो यह एक डोमेन है तो एक ज़ोन है जो उसी में ज़ोन और डोमेन है इसका मतलब है यह इस बात का ध्यान रखता है कि अथॉरिटी कहाँ है तो जिस डेटा के लिए उसके पास अधिकार है इसलिए एक अथॉरिटेटिव आंसर के साथ उसकी प्रतिक्रियाएं या एक नॉन अथॉरिटेटिव के साथ उसकी प्रतिक्रियाएं यह किसी अन्य डोमेन से अपडेट प्राप्त होने पर इसे प्राप्त करता है तो एक ज़ोन क्या है डोमेन ज़ोन में टूट जाते हैं जिसके लिए व्यक्तिगत DNS सर्वर जिम्मेदार होते हैं तो एक विशेष डोमेन ज़ोन में टूट गया है जिसके लिए व्यक्तिगत DNS सर्वर जिम्मेदार हैं एक डोमेन उन नामों और मशीनों के हित को दर्शाता है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल डोमेन नाम के तहत निहित हैं तो एक डोमेन iitkgp एसी डॉट जैसे नाम के हित का प्रतिनिधित्व करता है इसलिए यह उन नामों और मशीनों या नामों के हित का ध्यान रखता है जो उस विशेष डोमेन में हैं ज़ोन एक डोमेन है जो अन्य चीज़ों के लिए सब डोमेन डेलिगेशन है इसलिए इसने डोमेन में डॉट की तरह सर्वर को डेलिगेट किया है जो कि iitkgp से संबंधित iitkgp डॉट इन से संबंधित है तो उस विशेष एसी डॉट का वह डोमेन केवल उन चीजों तक ही सीमित है जो इसे बाहर निकालता है जैसे कि उन सबको या उन सब डोमेन को छोड़कर जो किसी अन्य DNS सर्वर को दिए गए हों इसलिए वैचारिक रूप से इसका डोमेन नेम आमतौर पर दो या अधिक DNS सर्वरों द्वारा रिडंडेंसी के लिए परोसा जाता है इसलिए यदि एक DNS फेलियर है तो दूसरे को रिजॉल्व करने में सक्षम होना चाहिए तो फिर से रिजॉल्व करने का अर्थ है मुख्य रूप से नेम से IP तक मैपिंग होनी चाहिए इसलिए यदि सर्वर में से एक फेल हो जाता है तो दूसरा सर्वर जिम्मेदारी लेता है केवल एक DNS सर्वर को ज़ोन के प्राइमरी के रूप में कॉन्फ़िगर किया जाना चाहिए प्राइमरी सर्वर में ज़ोन के डेटा की मास्टर कॉपी होती हैसेकेंडरी सर्वर जोन ट्रांसफर के जरिए डेटा की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं तो यह एक इंटरमीडिएट चीज़ है जो ज़ोन ट्रांसफ़र पर जाती है और इस तरह के अपडेट के लिए सेकंडरी सर्वर पर जाती है तो एक या अधिक इंटरमीडिएट सर्वर हो सकते हैं लेकिन फिर भी मास्टर रिकॉर्ड चीजों के साथ है और यह सेकेंडरी सर्वर प्राइमरी से सेकेंडरी तक ज़ोन का सिंक या ट्रांसफर हो जाता है ज़ोन ट्रांसफर एक प्राइमरी सर्वर डिस्क से सभी जानकारी लोड करता है सेकेंडरी सर्वर प्राइमरी सर्वर से सभी जानकारी लोड करता है जब प्राइमरी सेकेंडरी से जानकारी डाउनलोड करता है इसे ज़ोन ट्रांसफर कहा जाता है तो यह आवश्यक है कि ज़ोन ट्रांसफर अगर वहाँ की तरह एक की जरूरत है इंटरनेट में काम कर रहे DNS या इंटरनेट में DNS की भूमिका क्या है इसलिए तीन कैटेगरी हैं जैसा कि हमने जेनेरिक डोमेन और कंट्री डोमेन देखा है एक तीन या अधिक है और एक दो कैरेक्टर है एक दो कैरेक्टर लेंथ का है अब एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसे इन्वर्स डोमेन या रिवर्स डोमेन कहा जाता है तो यह है ये सभी डोमेन नेम हैं IP है यदि एक इन्वर्स की आवश्यकता है तो एक IP से डोमेन नेम दें तो हमारे पास एक इन्वर्स डोमेन डेटाबेस है राइट या इन्वर्स डोमेन सर्वर है जो एक इन्वर्स डोमेन रिज़ॉल्यूशन करता है जेनेरिक डोमेन की तरह इस chal dot atc dot fhda dot edu में तो इस पाथ में यह डिफाइंड है तो यह chal atc fhda dot edu dot chal atc fhda edu dot right इसी तरह किसी भी अन्य पाथ को डिफाइंड किया जाएगा इसलिए यहां जैसे कंट्री डोमेन के लिए भी उसी तरह से पाथ को डिफाइंड किया गया है इन्वर्स डोमेन के लिए अगर यह इस के लिए IP है तो IP और IP यह मूल रूप से यह सर्वर addr dot arpa dot net arpa in addr dot arpa में है और IP मैं इसे रिवर्स तरीके से लिखा गया है तो 132 34 45 121 यहाँ लिखा है कि 121 45 34 132 addr और arpa dot net में तो एक इन्वर्स तरीके से IP प्रतिनिधित्व में यह इन्वर्स रेजोल्यूशन है राइट तो यह है कि अगर IP है तो यह मूल रूप से चीजों के नाम को वापस भेज देता है आमतौर पर हमारे पास यह मुख्य रूप से हमारे पास आगे का रेजोल्यूशन है यह एक इन्वर्स रेजोल्यूशन है नेम रिज़ॉल्यूशन आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला सर्वर है बायएंड जो कि बर्कले इंटरनल नेम डोमेन एक प्रोसेस के रूप में यूनिक्स या लिनक्स के तहत चलता है और नाम दिया जाता है तो इसका मतलब है कि नामित डेमन DNS डेमन है जब किसी एप्लिकेशन को यूज़र से कुछ जानकारी की आवश्यकता होती है तो यह DNS नेम रिज़ॉल्यूशन रिज़ॉल्वर को इनवाइट करता है इसलिए नेम को रिजॉल्व करने के लिए DNS nslookup नामक कमांड का उपयोग करके एक पूरी तरह से क्वालिफाइड डोमेन नेम को एक संबंधित IP एड्रेस में कन्वर्ट करता है इसलिए जब आप nslookup देते हैं तो इसे विशेष रूप से विशेष रिज़ॉल्यूशन में रिजॉल्व किया जाता है आप बहुत आसानी से इस से किसी भी कमांड का उपयोग कर सकते हैं इसलिए यदि सर्वर के नाम में स्थानीय रूप से कोई जानकारी नहीं है तो यह प्राइमरी सर्वर से पूछता है और इसलिए रिडंडेंसी के लिए प्रत्येक होस्ट में एक या एक से अधिक सेकेंडरी नेम सर्वर भी हो सकते हैं जो प्राइमरी के फेल होने पर क्वेर हो सकते हैं तो nslookup नामक एक कमांड है हम इस बात पर एक क्विक लुक रख सकते हैं ताकि यह कहा जाए अगर मैं आशावादी तौर पर ns सॉरी nslookup दे तो cmd मान लीजिए कि मैं सभी iitkgp डॉट एसी डॉट इन में से सबसे पहले www डॉट देता हूं यह IP एड्रेस को रिजॉल्व करेगा क्योंकि मैं इसे स्थानीय रूप से एक्सेस कर रहा हूं इसलिए यह मुझे स्थानीय IP एड्रेस देता है मान लीजिए कि मैं कुछ अन्य चीजें देता हूं जैसे कि www डॉट इन कुछ कहते हैं जैसे कि nic डॉट इन तो मुझे इस बात के लिए एक रेजोल्यूशन मिलता है कि यह जो कुछ भी दिखा रहा है वह IP है इसी तरह www को google डॉट कॉम कहते हैं तो यह सब वहाँ गूगल IP के रूप में 216 यह करता है तो इस प्रकार का यह क्या कर रहा है यह DNS सर्वर से मुझे नाम देने के लिए कह रहा है तो यह एक रेजोल्यूशन प्रोसेस है जो चल रही है राइट इसलिए यह हायरारकी है जैसा कि हमने डोमेन नेम के बारे में देखा है और यदि रिज़ॉल्यूशन आगे बढ़ता है तो रिकरसिव रिज़ॉल्यूशन नेम सर्वर एक edu से पूछ सकते हैं कि यह एक विशेष क्लाइंट और उस fhda को रिजॉल्व करना चाहता है तो यह अपने रिक्वेस्ट को रिजॉल्व करता है चीजों पर जाता है और रिकरसिव तरीके से रिजॉल्व करता है तो यह एक सर्वर को रिकरसिंग करता है अगला पूछता है और एक रिकरसिव तरीके से जाता है या यह एक इटरेटिव क्लाइंट हो सकता है जो बाद में DNS सर्वर को प्रश्न भेज रहा है और रेजोल्यूशन प्राप्त कर रहा है यदि प्रतिक्रियाएँ नकारात्मक हैं तो DNS सर्वर को क्वेरी के लिए अगला भी लौटा दिया जाता है इसलिए यदि यह नहीं हो रहा है तो यह वापस आ जाता है कि DNS को फिर से जारी किया जाना चाहिए रिकरसिव रिज़ॉल्यूशन के विपरीत जहां केवल एक प्रतिक्रिया चीजों द्वारा लिखी जाती है तो रिकरसिव में जो स्वयं दूसरे के लिए रीकअर्श करता है इटरेटिव के मामले में यह भेजता है कि अगर यह अगले DNS सर्वर के अगले पते को नहीं भेज रहा है तो यह कुछ प्रकार की है जिसे हम रिकरसिव रिज़ॉल्यूशन के रूप में चर्चा कर रहे हैं अब वे हैं अगर वहाँ हैं अगर मैं एक विशेष DNS को रिजॉल्व करना चाहता हूं अगर आप DNS रिज़ॉल्यूशन या रिज़ॉल्वर पॉइंट को देखते हैं तो यूजर प्रोग्राम फुल रिज़ॉल्वर के लिए एक क्वेरी यूजर क्वेरी भेजते हैं यह नेम सर्वर को भेजता है यह रिजॉल्व हो जाता है जवाब दिया जाता है और बदले में यूजर को प्रतिक्रिया देता है राइट DNS फुल रिज़ॉल्वर एक कैशे रखता है जिसके द्वारा यह याद रखता है कि मैपिंग क्या है इसलिए यह अगली बार बहुत तेजी से करता है जबकि नेम सर्वर के पास अगर इसका अपना डेटाबेस और कैशे है और यदि यह नहीं है तो यह इसके पास जाता है और इसे दूसरे नेम सर्वर फॉरेन नेम सर्वर पर भेजता है यह एक फुल रिज़ॉल्यूशन है इसलिए यूज़र प्रोग्राम फुल रिज़ॉल्यूशन को भेजता है और इसे पूरा करता है एक और रिज़ॉल्वर है जो बहुत लोकप्रिय है जिसे रिज़ॉल्वर का एक और तरीका कहा जाता है जो एक स्टब रिज़ॉल्वर है स्टब रिज़ॉल्वर एक नियमित कार्यक्रम के रूप में यूजर प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है जो प्रोसेसिंग के लिए एक नेम सर्वर से पूछताछ करता है तो यह उस प्रोसेस से जुड़ी एक रूटीन है इसलिए अधिकांश प्लेटफार्मों पर स्टब रिज़ॉल्वर को दो लाइब्रेरी रूटीन या इसके कुछ भिन्नरूपों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है जैसे रूटहॉस्ट को रूटीन के नाम सेलिनक्स के अधिकांश भाग इसका समर्थन करते हैं और एड्रेस द्वारा गेटहोस्ट एक और रूटीन है तो इस मामले में रिज़ॉल्वर उस पूर्ण रिज़ॉल्वर के विपरीत यूजर प्रोग्राम में एम्बेडेड है और फिर यह सीधे नेम सर्वर को हिट करता है तो यह बहुत तेज और लोकप्रिय है और ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है DNS अब हम DNS मैसेज पर आते हैं या जिसे हम DNS कहते हैं उन मैसेज प्रकारों पर जाने से पहले DNS रिसोर्स रिकॉर्ड का एक कांसेप्ट है इसलिए डोमेन नाम सिस्टम वितरित डेटाबेस रिसोर्स रिकॉर्ड RRs से बना होता है जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के लिए क्लासेस में विभाजित होता है तो यह वह चीज़ है जो रिसोर्स रिकॉर्ड डोमेननेम और नेटवर्क ऑब्जेक्ट्स के बीच मैपिंग प्रदान करता है राइट इसलिए डोमेन नेम और नेटवर्क ऑब्जेक्ट मैपिंग में दिए गए हैं अगर आप iitkgp ac डॉट इन कहते हैं तो यह दिलचस्प है यह एक डोमेन हो सकता है यह एक डोमेन सर्वर हो सकता है यह एक http सर्वर भी हो सकता है या मेरे पास वहां पर FTP सर्वर हो सकता है इसलिए एक रिकॉर्ड है जो उस मैपिंग के आधार पर कहता है कि मैं उस विशेष नेटवर्क ऑब्जेक्ट पर किस प्रकार का रिक्वेस्ट कर सकता हूं सबसे आम नेटवर्क ऑब्जेक्ट इंटरनेट होस्ट के एड्रेस हैं लेकिन डोमेन नेम को विभिन्न ऑब्जेक्ट्स की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है इसलिए इसका मतलब है कि यह केवल होस्ट IP नहीं है लेकिन इससे कुछ अधिक है इसलिए यह रिसोर्स रिकॉर्ड का एक कांसेप्ट है इसलिए ज़ोन में रिसोर्स रिकॉर्ड का एक समूह होता है जो रिकॉर्ड के अधिकार SOA की शुरुआत के साथ शुरू होता है तो यह एक समूह रिसोर्स रिकॉर्ड के रूप में एक विशेष जॉन है लेकिन यह अधिकार की शुरुआत के साथ शुरू होता है इस जॉन के प्राइमरी नेम सर्वर के लिए एक नेम सर्वर NS रिकॉर्ड NS रिकॉर्ड होगा नेम के सेकेंडरी सर्वर के लिए NS रिकॉर्ड भी हो सकता है तो प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए एक NS रिकॉर्ड हो सकता है NS रिकॉर्ड्स का उपयोग पहचानने के लिए किया जाता है कि कौन से नाम सर्वर अथॉरिटेटिव हैं यह है कि क्या यह NS के रिकॉर्ड द्वारा निर्धारित अथॉरिटेटिव या नॉन अथॉरिटेटिव है इसलिए चाहे वह खुद को बनाए रखने का अधिकार रखता हो या किसी अन्य नेम सर्वर द्वारा किसी व्यक्ति से मूल रूप से अपडेट किया गया हो इसलिए इस रिसोर्स रिकॉर्ड की टिपिकल स्ट्रक्चर हम कुछ उदाहरण नेम टाइप क्लास टाइम टू लीव TTL और ROAD recoRD लेंथ RData देखेंगे तो ये रिसोर्स रिकॉर्ड की टिपिकल स्ट्रक्चर हैं यह एक RR मैसेज फॉर्मेट का एक टिपिकल फॉर्मेट है जहां कुछ पहचान की आवश्यकता होती है पैरामीटर क्वेरी काउंट आंसर काउंट टोटल नंबर ऑफ NScount और ARcount राइट तो ये रिकॉर्ड मायने रखते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन सेक्शन आंसर सेक्शन अथॉरिटी सेक्शन और अतिरिक्त जानकारी है तो इसमें एक RR मैसेज फॉर्मेट मैं शामिल है इसलिए जब भी इस मैसेज का आदान प्रदान किया जा रहा है ये वो चीजें हैं जिनका उपयोग हम करते हैं इसलिए यह फॉर्मेट आगे बढ़ता है इसका मतलब है कि DNS क्लाइंट सर्वर या DNS ज़ोन ट्रांसफ़र हैं और यह वह स्टैंडर्ड है जिसका पालन करना यह सुनिश्चित करने के लिए होता है कि हर कोई दूसरे मैसेज को समझे एक DNS मैसेज आम तौर पर दो चीजों का होता है एक क्वेरी है दूसरा रिस्पांस है राइट तो क्वेरी रिस्पांस प्रकार की चीज है तो क्वेरी में हेडर और क्वेश्चन सेक्शन होता है जबकि रिस्पांस में हेडर क्वेश्चन सेक्शन आंसर सेक्शन अथॉरिटी सेक्शन और अतिरिक्त जानकारी है तो यह रिस्पांस है जो इस बात पर जाती है तो हेडर फॉर्मेट में दो चीजें होती हैं आईडेंटिफिकेशन और फ्लैग क्वेश्चन रिकॉर्ड की संख्या के साथ यह आंसर रिकॉर्ड की संख्या में सभी 0s को भेजा जाता है क्योंकि क्वेरी का जवाब नो रिकॉर्डिंग है तो यह क्वेरी मैसेज में सभी 0s नंबर ऑफअथॉरिटी रिकॉर्ड फिर से क्वेरी मैसेज में सभी 0s क्वेरी मैसेज में सभी 0s नंबर ऑफ एडिशनल no of additional रिकॉर्ड है और एक फ्लैग फील्ड है यदि आप सिर्फ याद करते हैं तो फ्लैग फील्ड हैं हम बस यही देखते हैं यह QR है कि क्या यह इंडिकेट करता है कि यह एक क्वेरी या रिस्पांस है स्टैंडर्ड इन्वर्स या सर्वर स्टेटस के लिए ओपकोड 0 तो वह ऑपरेशनल कोड है एक स्टैंडर्ड मैनेजरट का नाम IP IP से नाम इन्वर्स और फिर सर्विस स्टेटस है यदि यह अथॉरिटी है तो यह AA फ्लैग है TC है कि क्या यह छोटा है अगर फुल रिकॉर्ड भेजा जाता है RD डिजायर्ड रिकसिव रिकजन है RA रिकसिव अवेलेबल है और rCode एरर स्टेटस है तो ये इस फ्लैट फील्ड के विभिन्न फॉर्मेट हैं और रिकॉर्ड के प्रकार जैसा कि हमने उल्लेख किया है कि एक रिकॉर्ड है एक क्वेरी नेम क्वेरी टाइप और क्वेरी क्लास यहां है क्वेरी नेम फॉरमैट मान लें कि हम उस एडमिन डॉट atc डॉट fhda डॉट edu को चाहते हैं तो यह कहता है कि गिनती की संख्या 5 है इसलिए वह एडमिन 3 और इसी तरह और आगे तो यह कहता है कि ये अलग अलग नाम हैं जिन्हें डॉट द्वारा अलग किया जाता है तो यह क्वेरी नेम फॉर्मेट है और रिसोर्स रिकॉर्ड फॉर्मेट जो हमने पहले ही देखा है उसमें डोमेन नाम डोमेन टाइप डोमेन क्लास टाइम टू लीव रिसोर्स रिकॉर्ड डेटा लेंथ और होल रिसोर्स रिकॉर्ड शामिल हैं इसलिए हम एक या दो उदाहरण देखते हैं एक रिज़ॉल्वर chal डॉट fhda डॉट edu का IP एड्रेस खोजने के लिए एक लोकल सर्वर को एक क्वेरी मैसेज भेजना चाहता है हम क्वेरी और रिस्पांस पर अलग से चर्चा करते हैं आइए चर्चा करते हैं तो यह टिपिकल फॉर्मेट है जहाँ आप देखते हैं कि इनकोडिंग की अलग अलग फील्ड हैं तो आप क्वेरी मैसेज और अन्य चीजों को 0 के रूप में कहते हैं और यह c 4 c h d d a c h a l है फिर 4 f h d a 3 e d u और 0 इसका मतलब है यह सही चीजों का अंत है तो यह है अगर यह एक बड़ा रिकॉर्ड है जो नोड और इसके बाद की अगली पंक्ति पर जारी है इसी तरह एक रिस्पांस का एक उदाहरण इसका क्वेरी मैसेज है और रिस्पांस मैसेज के साथ साथ भी है राइट यदि आप उस विशेष IP की जांच कर सकते हैं तो यह 153 डॉट 18 डॉट 8 डॉट 105 है इसलिए यदि रिस्पांस मैसेज जो सिस्टम द्वारा पढ़ा जाता है और यह DNS रिजॉल्व है इसी तरह उदाहरण दो एक ftp सर्वर को एक ftp क्लाइंट से एक पैकेट प्राप्त हुआ है IP पते के साथ 153 डॉट 2 डॉट 79 डॉट नौ 9 एफटीपी सर्वर यह वेरीफाई करना चाहता है कि FTP क्लाइंट ऑथराइज्ड है या नहीं इसलिए इसे एक IP मिल रहा है और अब यह वेरीफाई करना चाहता है कि इसका ऑथराइज्ड या नहीं दूसरे अर्थ में यह जानना चाहता है कि किस डोमेन में यह विशेष रूप से IP है राइट तो यह वही है जो ftp सर्वर चाहता है कि ftp क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है और ftp सर्वर ऐसा करना चाहता है तो यह एक रिवर्स क्वेरी मैसेज है तो अगर आप देखते हैं तो यह आगे बढ़ता है वहाँ एक अरपा डॉट है यह r d d a arpa dot addr slash dash in dot IP एक अन्य तरीके से है राइट तो अगर मेरे पास 9 डॉट 7 डॉट 2 डॉट 153 हैं तो यहां 9 डॉट 7 डॉट 2 डॉट 153 डॉट इन माइनस एड्र डॉट डॉट arpa है तो यह वह तरीका है जो उस चीज़ के विशेष नाम को वापस करने के लिए एक इन्वर्स रिस्पांस फ़ाइल को रिजॉल्व करता है जो वापस आ गया है यह m h h e e डॉट कॉम है जो विशेष डोमेन का नाम है तो हमें इसकी आवश्यकता क्यों थी FTP साइट सर्वर ऑथेंटिकेट करना चाहता है या जानना चाहता है कि क्या IP जहां से फ़ाइल ट्रांसफर रिक्वेस्ट या FTP रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट प्राप्त कर रहा है फिर वह ऑथेंटिकेट है या नहीं और यह रिवर्स डोमेन रिज़ॉल्यूशन के रूप में ठीक है तो हम क्या देखते हैं वह डोमेन रिज़ॉल्यूशन मुख्य रूप से IP से सॉरी डोमेन नेम के लिए IP के लिए है और नाम को याद रखना आसान है इसलिए कि कहीं भी हम नाम का उपयोग करें अगर यह रिक्वेस्ट इंटरनेट पर चल रहा है तो इसे रिजॉल्व करना होगा तो डोमेन रिज़ॉल्वर जो प्रत्येक विशेष डोमेन सबडोमेन में DNS सर्वर हो सकता है जो मूल रूप से इसे रिजॉल्व करता है जब रिक्वेस्ट DNS क्वेरी में जाता है तो यह इसे रिजॉल्व करता है राइट और यह इसे वापस परिणाम भेजता है इन्वर्स DNS एक कांसेप्ट है जहां यदि आप IP देते हैं तो यह उस डोमेन को वापस कर देता है इसे किसी विशेष डोमेन के अधिकार को प्रमाणित या देखने की आवश्यकता हो सकती है तो इसके साथ आज हमारी चर्चा समाप्त करते हैं हम इस विशेष विषय पर या मूल रूप से एक या दो और लेक्चर के लिए एप्लीकेशन लेयर पर जारी रखेंगे धन्यवाद